इस विशेष व्याख्यान में हम इन्वेंट्री प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए IIoT के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वैचारिक रूप से हमने पिछले एप्लिकेशन डोमेन में IIoT के कार्यान्वयन के बारे में जो भी चर्चा की है वे अवधारणाएं नहीं बदलेंगी हम अभी भी उन अवधारणाओं को ले रहे हैं जिन्हें हम समझ चुके हैं जिन तकनीकों को हमने समझा है वे दो मुख्य IIoT हैं उन मुख्य IIoT प्रौद्योगिकियों को हम अभी भी यहां लेने जा रहे हैं लेकिन हम इसे एक इन्वेंट्री प्रबंधन और नियंत्रण के दृष्टिकोण से अलग से देखने जा रहे हैं तो सोचिए कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इन्वेंट्री क्या है तो इन्वेंट्री में मूल रूप से इसका शब्दकोष अर्थ है कि इन्वेंट्री एक प्रयोग करने योग्य है लेकिन बेकार संसाधन हैं जिनका कुछ आर्थिक मूल्य है तो यह मूल रूप से कुछ आर्थिक मूल्य वाले संसाधन हैं जो इन्वेंट्री प्रबंधन में प्रबंधित होने जा रहे हैं इसलिए आम तौर पर एक विनिर्माण उद्योग में कुछ संसाधन ये मूल रूप से इन्वेंट्री होने वाले हैं और ये इन्वेंट्री प्रबंधित होने जा रहे हैं वे कुछ मूल्य वर्धित उत्पादों मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए उपयोग करने जा रहे हैं तो आप इस इन्वेंट्री को कैसे प्रबंधित करने जा रहे हैं इन्वेंटरी प्रबंधन एक बहुत बड़ी चीज है विनिर्माण संयंत्रों में अलग अलग टीमें हैं जो इन्वेंट्री प्रबंधन और उनके नियंत्रण का ख्याल रखती हैं इसलिए इनवेंटरी के प्रबंधन में प्रवेश करने वाली गतिविधियों में बिक्री के लिए आपूर्ति को नियंत्रित करना देखरेख करना ऑर्डर देना भंडारण करना और फिर निर्धारित करना शामिल होगा इसलिए क्योंकि आप कुछ भी बेचना नहीं चाहते हैं जो है सही है आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपकी आपूर्ति के आधार पर आप कितना बेचने जा रहे हैं इसलिए अधिकतम बिक्री का निर्धारण जो आपूर्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है आप वस्तुओं को स्टॉक भी नहीं करना चाहते हैं यह ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खरीद लेते हैं और फिर आप इसे बेचते हैं जब यह आवश्यक होता है यह ऐसा नहीं है तो यह सब कुछ बेहतर के साथ किया जाना चाहिए तो यह वह है जहां इन्वेंट्री प्रबंधन और इन्वेंट्री का नियंत्रण व्यवसाय के समग्र लाभ के लिए आवश्यक है तो आइए हम इन्वेंट्री प्रबंधन में विभिन्न गतिविधियों को देखें इसलिए इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए हम आम तौर पर बात कर रहे हैं कि हमें कच्चे माल के साथ शुरू करते हैं आपूर्ति श्रृंखला में इन कच्चे माल को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति करने जा रहे हैं वे खरीद करने जा रहे हैं या वे कुछ अन्य सेवा दल इसके माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं इसलिए आपूर्तिकर्ता जो निर्माताओं को भेजे जाने वाले हैं तो मूल रूप से यह निर्माण फर्म हो सकता है जो कच्चे माल का उपयोग करने जा रहे हैं और विभिन्न उत्पादों में बदलने जा रहे हैं इसलिए निर्माताओं द्वारा इस विनिर्माण संयंत्र से इन सामग्रियों को वितरकों को भेजा जा रहा है वितरकों से निर्मित उत्पादों को गोदामों में भेजा जा सकता है और फिर विभिन्न खुदरा दुकानों या दुकानों में और अंत में भेजा जा सकता है ग्राहकों इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पूरी आपूर्ति श्रृंखला है यह कच्चे माल के साथ शुरू होता है निर्माताओं को आपूर्ति की जा रही निर्माता उन कच्चे माल का उपयोग माल का उत्पादन करने के लिए करते हैं फिर निर्मित माल को गोदामों में भेजा जाता है अंत में छोटी दुकानों में भेजा जाता है और फिर मूल रूप से ग्राहक द्वारा खरीदा जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में वे कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं नंबर 1 ट्रैकिंग है और मैं कहूंगा कि आदर्श रूप से यह वास्तविक समय की ट्रैकिंग होनी चाहिए इसलिए यदि हम यह कर सकते हैं तो वास्तविक समय ट्रैकिंग एक अच्छी सुविधा होगी लेबलिंग इन कच्चे माल की लेबलिंग निर्मित वस्तुओं की लेबलिंग आदि तो लेबलिंग महत्वपूर्ण है उत्पादों की पूरी प्रक्रिया दृश्यता के माध्यम से होना बहुत महत्वपूर्ण है उनकी समाप्ति तिथियां वे आइटम स्थान जहां वे संग्रहीत हैं जहां वे अपनी मांगों का पूर्वानुमान लगा रहे हैं इत्यादि फिर नंबर 4 बेहतर तरीके से स्टॉकिंग इन और स्टॉकिंग आउट और फिर इस तरह की आपूर्ति श्रृंखला या इन्वेंट्री प्रबंधन प्रक्रिया में होना भी अच्छा होगा किसी तरह की गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण तंत्र का होना अच्छा होगा और इस तरह अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हासिल किया जा सकता है तो आप देखते हैं कि ट्रैकिंग और विशेष रूप से वास्तविक समय पर नज़र रखने के लिए हम अलग अलग सेंसर या आरएफआईडी का उपयोग कर सकते हैं हम उन विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं लेबलिंग के लिए आरएफआईडी आधारित लेबलिंग आकर्षक होगी फिर दृश्यता के लिए यह अलग अलग सेंसर और यहां तक कि आरएफआईडी भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है फिर इसी तरह स्टॉकिंग के लिए और बाहर स्टॉकिंग के लिए और गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण के लिए भी तो स्टॉकिंग इन और स्टॉकिंग आउटऔर गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण यहाँ भी आप सेंसर RFIDs वगैरह का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त आपके पास विशेष रूप से भी होना चाहिए गुणवत्ता की निगरानी और नियंत्रण भाग आपके पास अलग अलग एनालिटिक्स का कार्यान्वयन भी होना चाहिए इसलिए विभिन्न एनालिटिक्स इंजनों को लागू किया जाना चाहिए इसलिए जैसा कि आप इस पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं हम स्वचालित कर सकते हैं इन विभिन्न अवधारणाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से कुशल बना सकते हैं जो हमने समय समय पर IIoT जैसे सेंसर सेंसर नेटवर्क आरएफआईडी विभिन्न कनेक्टिविटी तकनीकों के माध्यम से सीखे हैं क्योंकि अंततः आपको आवश्यकता होती है यह कनेक्टेड सिस्टम होलिस्टिक कनेक्टेड सिस्टम जो डेटा को पुनः प्राप्त करने जा रहा है और यह डेटा नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाना है एनालिटिक्स के लिए क्लाउड पर तो यह इन्वेंट्री प्रबंधन है और हम IIoT के कार्यान्वयन के माध्यम से इसे और अधिक कुशल बना सकते हैं तो IIoT आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन यह वही है जिसे हम करने जा रहे हैं यदि हम उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके इसे लागू करने के बारे में जान सकें इसलिए आगे बढ़ते हैं आपूर्ति श्रृंखला एक बार फिर कच्चे माल को ले रही है इसे आपूर्तिकर्ता को भेजें कारखाने को वितरण केंद्रों को खुदरा विक्रेताओं को वितरण केंद्र मूल रूप से तैयार माल भेजने जा रहे हैं जो कारखानों द्वारा खुदरा विक्रेताओं को उत्पादित किए जाते हैं और अंत में ग्राहक इसका उपयोग करने जा रहे हैं यह पूरी आपूर्ति श्रृंखला है जिसे हमने पहले ही इन्वेंट्री प्रबंधन प्रक्रिया में देखा है तो आईआईओटी के साथ इन सभी अलग अलग चीजों के घटक हैं जो इस इन्वेंट्री प्रबंधन में शामिल हैं जैसे कि क्रय विभाग कच्चे माल की खरीद विभिन्न अन्य घटक जो इसमें शामिल हो रहे हैं वे उन घटकों का स्टॉक हैं वगैरह उत्पादन विभाग को भेज रहे हैं आदि तैयार उत्पाद बिक्री विभाग वगैरह सब कुछ जुड़ा हो सकता है इसलिए स्टॉकिंग इन और स्टॉकिंग आउट तैयार माल की स्टॉकिंग इन और तैयार माल के यहाँ स्टॉकिंग तो इन सभी चीजों को इन्वेंट्री प्रबंधन प्रक्रिया में IIoT के निगमन के साथ कुशलता से किया जा सकता है इसलिए अब हमें जल्दी से इन्वेंट्री प्रबंधन के कुछ कार्यों से गुजरना चाहिए मैं इसे विस्तृत नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि ये काफी आत्म व्याख्यात्मक हैं तो पहला है प्रत्याशित मांग को पूरा करना उत्पादन की आवश्यकता प्रक्रिया को सुचारू बनाना उत्पादन वितरण प्रणाली के घटकों को डिकोड करना स्टॉक आउट से बचाव चक्रों को ठीक से ऑर्डर करना मूल्य वृद्धि के खिलाफ बचाव करना या मात्रा छूट का लाभ लेना प्रवाह को सुचारू करना इसलिए ये सभी इन्वेंट्री प्रबंधन के विभिन्न कार्य हैं और अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो IIoT के निगमन से हम इन सभी IIoT उपकरणों और प्रणालियों और अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन के माध्यम से कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन कर सकते हैं इसलिए प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए इन्वेंट्री का ट्रैक रखना मांग का पूर्वानुमान करना लीड समय और लीड समय परिवर्तनशीलता का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है तो यह लीड समय क्या है तो मूल रूप से विलंबता है ऑर्डर की नियुक्ति और ऑर्डर की डिलीवरी के बीच अंतराल तो मूल रूप से उस विशेष विलंबता का प्रबंधन उस विशेष विलंब और उस विलंब की परिवर्तनशीलता लीड समय है इसलिए प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन में प्रभावी लीड समय प्रबंधन होना चाहिए इन्वेंट्री होल्डिंग लागत ऑर्डरिंग लागत कमी लागत आदि का आकलन करना और इन्वेंट्री का वर्गीकरण ये प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन की आवश्यकताएं हैं अब हम अपने गियर को स्विच करते हैं और गुणवत्ता नियंत्रण पर आते हैं इसलिए गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है सेवाओं की गुणवत्ता उत्पाद की की गुणवत्ता इसलिए यह गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि अंततः हम ग्राहकों द्वारा खरीद के बारे में बात कर रहे हैं और यदि ग्राहक खरीदारी करते हैं लेकिन ग्राहक संतुष्ट नहीं होते हैं तो परिणामस्वरूप यह मूल रूप से उत्पाद की विफलता होती है जो निर्मित किया होता है और वितरित किया जाता है इसलिए उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण सेवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण जो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य नियमित रूप से और लगातार निर्मित किए जा रहे उत्पादों या सेवाओं की मानक के बारे में अलग अलग जांच करना है डेटा की अखंडता सुनिश्चित करना डेटा की शुद्धता और डेटा की पूर्णता जो गुणवत्ता नियंत्रण का भी हिस्सा है किसी भी प्रकार की त्रुटि के किसी भी चूक अपूर्णता वगैरह को सुधारना ये भी गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्यों का हिस्सा हैं और इन्वेंट्री सामग्री का दस्तावेजीकरण और संग्रह करना और सभी गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों को रिकॉर्ड करना यह दस्तावेज़ीकरण रिकॉर्डिंग संग्रह आदि ये गुणवत्ता नियंत्रण के बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हैं यह न केवल गुणवत्ता नियंत्रण का प्रदर्शन कर रहा है बल्कि इन सभी विभिन्न गतिविधियों के डेटा का उचित दस्तावेज़ीकरण और संग्रह भी है और इसलिए यह गुणवत्ता नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है इसलिए अब बहुत जल्दी हम उन तकनीकों के पुन उपयोग के माध्यम से जाएंगे जो मुख्य रूप से इन्वेंट्री प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण में शामिल हैं हमने सेंसर कनेक्टेड सेंसर नेटवर्क सेंसर और सेंसर नेटवर्क के बारे में बहुत सारी बातें की हैं हमने पिछले व्याख्यानों में बहुत सारी बातें की हैं हमने आरएफआईडी के बारे में भी संक्षेप में चर्चा की है इसलिए RFID मूल रूप से उद्योग में भारी उपयोग किए जाते हैं इन्वेंट्री प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उद्योग में तो RFIDs में मूल रूप से दो घटक होंगे और यह कुछ ऐसा है जिसे हमने RFID पर पिछले व्याख्यान में विस्तार से देखा है तो मुख्य रूप से दो घटक हैं एक आरएफआईडी टैग है जिसमें अलग अलग डेटा होंगे जो मूल रूप से एम्बेडेड या संग्रहीत होते हैं और RFID रीडर जो RFID टैग के सामीप्य में आएगा और RFID डिवाइस या RFID टैग में संग्रहीत जानकारी को निकालने में सक्षम होगा तो RFID संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है तो RFID में प्रौद्योगिकी रेडियो संचार प्रौद्योगिकी है इसलिए रेडियो तरंगें हैं जो संचार कर रही हैं और इस RFID टैगिंग सिस्टम में RFID टैग रीडिंग या राइटिंग डिवाइस और सिस्टम जिस पर RFID टैगिंग सिस्टम तैनात है इन अलग अलग घटकों में होगा तो दो प्रकार के आरएफआईडी टैग हैं सक्रिय टैग और निष्क्रिय टैग तो दो प्रकार हैं और ये अलग अलग टैग डेटा एकत्र करने में सक्षम होंगे जो आगे संसाधित होंगे और उन अनुप्रयोगों को भेजे जाएंगे जिन्हें संसाधित डेटा की आवश्यकता है तो निष्क्रिय आरएफआईडी टैग को किसी आंतरिक शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है ये टैग मूल रूप से बैकस्कैटरिंग के सिद्धांत पर काम करते हैं तो संचार में बैकस्कैटरिंग मूल रूप से किरणों या विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर कुछ संकेत प्राप्त करने की बात करता है और ये तरंगें 180 डिग्री परावर्तित होने वाली हैं तो मूल रूप से जो कुछ हो रहा है वह किसी प्रकार का फैला हुआ प्रतिबिंब है जो बिखरने और वापस बिखरने के कारण होने वाला है तो पाठक मूल रूप से इन टैगों से एक संकेत की प्रतीक्षा करेंगे और मूल रूप से जैसा कि मैंने कहा कि इन टैगों में कोई आंतरिक शक्ति स्रोत नहीं है और वे मूल रूप से इस बैक स्कैटर्ड backscattered सिग्नल से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा द्वारा संचालित हैं तो वे आकार में छोटे भी हैं और मोटाई के मामले में बहुत पतली है तो मूल रूप से यह चिप है जो इन टैगों में अंतर्निहित है जो पूरे तंत्र को चलाने का कार्य करता है इसके विपरीत सक्रिय आरएफआईडी टैग में हमारे पास अलग अलग बैटरी इकाइयाँ बिजली इकाइयाँ हैं जो इन टैगों को शक्ति दे सकती हैं इसलिए ये सक्रिय टैग सूचना संकेत को बीकन के रूप में प्रसारित करेंगे और उनके पास निष्क्रिय आरएफआईडी टैग की तुलना में लंबी रेंज और मेमोरी है जो मैंने पहले चर्चा की थी तो निष्क्रिय की तुलना में ये सक्रिय आरएफआईडी टैग बहुत अधिक महंगे हैं बहुत अधिक भारी हैं और निष्क्रिय आरएफआईडी टैग जैसे ज्यादा पोर्टेबल नहीं हैं तो सेमी पैसिव टैग्स भी हैं जिसमें आईसी को पावर देने के लिए ऑनबोर्ड बैटरी है जो इन टैग्स के अंदर है और कोई एक्टिव ट्रांसमीटर नहीं है लेकिन यह मैकेनिज्म बैकस्कैटरिंग कॉन्सेप्ट पर भी निर्भर करता है जिसके बारे में मैंने पहले निष्क्रिय आरएफआईडी टैग के लिए चर्चा की थी तो RFID की तुलना में बार कोडिंग तंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है RFID टैग और बारकोड दोनों का उपयोग किया जा सकता है लेकिन बारकोड पर RFID टैग कुछ ऐसा है जो बहुत दिलचस्प है ये बारकोड मूल रूप से किसी डिवाइस पर मुद्रित होते हैं कुछ कागज के सामान या कुछ भी कागज या प्लास्टिक आदि हो सकते हैं इसलिए बारकोड को इन आरएफआईडी पाठकों की दृष्टि की रेखा पर होना चाहिए और एक बार में केवल एक बारकोड को पढ़ा जा सकता है और इन बारकोड में कम सुरक्षा है इसलिए जाली किये जा सकते हैं इसलिए बारकोड में वास्तव में एन्कोडेड से परे कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं हो सकती है तो बारकोड पर RFID टैग एक ऐसा तंत्र है जो लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है लेकिन ये केवल मैकेनिक नहीं है यह मूल रूप से इन RFID का उपयोग करने का एक वैकल्पिक तरीका है इन्वेंट्री प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया में आरएफआईडी के विभिन्न अनुप्रयोग हैं तो मूल रूप से उत्पादों की पहचान वे उत्पाद जो गोदामों में गोदामों के प्रबंधन में फिर आईडी के साथ जानकारी जोड़ते हैं फिर अलग अलग उत्पादों की व्यापक दृश्यता होती है जो अलग अलग स्टॉक आइटम आश्रित वस्तुएं इत्यादि इन्वेंट्री प्रबंधन और नियंत्रण में आरएफआईडी के उपयोग के ये कुछ अलग अनुप्रयोग हैं अन्य विभिन्न अनुप्रयोग हैं जैसे मौसम की स्थिति की निगरानी क्षति का आकलन भंडारण तापमान की निगरानी और नियंत्रण ये इन्वेंट्री प्रबंधन और नियंत्रण एप्लिकेशन में IIoT अनुप्रयोगों के उपयोग के विभिन्न अन्य अनुप्रयोग भी हैं व्यापक दृश्यता इन्वेंट्री स्तर समाप्ति तिथियों आइटम स्थानों के बारे में विचार करना फिर मांग पूर्वानुमान के बारे में विचार करना तो मूल रूप से भविष्य में अगर आप कुछ अधिक मांग प्राप्त करने जा रहे हैं तो स्टॉक कितना है तो मांग पूर्वानुमान इसलिए ये इन्वेंट्री प्रबंधन और नियंत्रण क्षेत्र में IIoT के उपयोग के कुछ अलग अलग अनुप्रयोग हैं और विशेष रूप से RFID का उपयोग कर रहे हैं इसी प्रकार गोदाम प्रबंधन भंडारित वस्तुओं का सिकुड़ना वस्तुओं की अधिकता को कम करना और मांग के आधार पर कुशल क्षेत्रों की पहचान करना तो ये भी स्मार्ट कारखाने में इन्वेंट्री प्रबंधन अनुप्रयोग में IIoT कार्यान्वयन के लिए RFIDs के उपयोग के विभिन्न अन्य अनुप्रयोग हैं इसलिए विभिन्न अन्य अनुप्रयोग जैसे कि परिवहन क्षेत्र में मूल रूप से भीड़भाड़ के समय और स्थान पर नज़र रखना देरी की गणना करना और वैकल्पिक मार्गों का पता लगाना कुशल समय और मोड के साथ आना इन्वेंट्री प्रबंधन और नियंत्रण में इस IIoT कार्यान्वयन के माध्यम से विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं डेटा असंगतता स्टाफ प्रशिक्षण इस तरह के प्रशिक्षण के पीछे का खर्च मानवीय त्रुटियां डेटा बिखराव सुरक्षा में चूक संचालन की धीमी गति और अन्य छिपी लागतों और उन छिपी हुई लागतों को समाप्त करने जैसी समस्याएं तो ये इनमें से कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करना है इसलिए इस विशेष व्याख्यान में मैंने आपको IIoT के निगमन का अवलोकन दिया है और इनवेंटरी प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया बनाने के लिए RFID सेंसर और नेटवर्क RFID और सेंसर जैसे IIoT उपकरणों के इनफ्यूज़ का मतलब ये इनमें से कुछ अन्य अंतर हैं जो मैंने हमेशा की तरह आपको दिए हैं आपके आगे पढ़ने के लिए अगर आप इन्वेंट्री प्रबंधन में IIoT के कार्यान्वयन और विनिर्माण क्षेत्र में नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में और जानने के लिए इच्छुक हैं धन्यवाद